दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है हम अभी भी फूरियर ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके एपर्चर एंटीना की विश्लेषण विधि जारी रख रहे हैं अब हमने अंतिम व्याख्यान के अंतिम समापन भाग में कहा था कि हमें हल से इस f को खोजने की आवश्यकता है इसलिए आम तौर पर एक हल में अगर मुझे एक डिफरेंशियल एक्वेशन से एक हल मिलता है तो हम कॉन्स्टेंट को कैसे हल करते हैं हमने बाउंड्री कंडीशन रखी यहां बाउंड्री कंडीशन क्या होगी यहां बाउंड्री कंडीशन है अगर यह वास्तव में एक समाधान है तो हम वापस z 0 के बराबर प्लेन में जाते है और फिर इस समाधान से मुझे एपर्चर क्षेत्र मिलेगा जो मैंने माना था तो उसे अब हम यहां समाधान खोजने के लिए करेंगे तो हम जो कह सकते हैं हम z0 पर जाएंगे और वहां हम जानते हैं कि हमारे पास एपर्चर पर टेंजेंटिअल फ़ील्ड है क्योंकि यह इसके बराबर होना चाहिए इसलिए मेरे पास यह समाधान है मुझे यहाँ z 0 के बराबर रखने दें तो इसका मूल्य क्या है तो मैं कह सकता हूं कि 1 by 4 pi square minus infinity to infinity और उस एपर्चर पर है मैं ft को e to the power minus j kz into 0 e to the power minus j kx x minus j ky y d kx d ky लिख रहा हूँ आप कहते हैं यह हमारा समाधान था मैंने यहाँ सिर्फ z0 डाल दिया है और केवल यही परिवर्तन है तो ft क्या है ft f का x y प्लेन कंपोनेंट हैं या वेवगाइड में जिसे हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट कहेंगे मूल रूप से यह कुछ भी नहीं है लेकिन f का ट्रांसवर्स कंपोनेंट है अब यह सम्बन्ध जो आप देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से एक 2D फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म के हमारे ज्ञान से मैं अब इस ft को प्राप्त कर सकता हूं ft क्या है ft Ea e to the power plus j kx x plus j ky y dxdy के बराबर है और मुझे पता है कि यह एपर्चर क्षेत्र केवल एपर्चर पर मौजूद है आम तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन यह सटीक सम्बन्ध है यहाँ से मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यह Ea e to the power plus j kx x plus j ky y dxdy है यह मुझे पता है इसलिए मैं ft को प्राप्त कर सकता हूं अब यह कहता है कि f ज्ञात नहीं है ft ज्ञात है लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने पहले ही साबित कर दिया है कि उनके पास डिग्री ऑफ़ फ्रीडम 2 थी तो मैं f को लिखूंगा ft ut plus fz z पहले से ही हमने पाया है कि k dot f 0 के बराबर है यानिकि आप इसे kx fx plus ky fy plus kz fz 0 के बराबर के शब्दों में लिख सकते हैं तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि fz क्या है fz कुछ भी नहीं है लेकिन minus kx fx minus ky fy by kz kx fx minus ky fy के बराबर है हमने पहले ही देख लिया है कि kz क्या है k0 square minus kx square minus ky square बराबर है जिसका उत्तर है इसलिए आप देखते हैं कि fz भी पता है क्योंकि हम fx fy को जानते हैं हम ft जानते हैं इसका मतलब है कि हम fx fy को जानते हैं अब हम fz प्राप्त कर सकते हैं तो हम f जानते हैं इसलिए हमारे पास औपचारिक रूप से है तो अब हम कह सकते हैं कि क्षेत्र क्या है हम कहेंगे कि क्षेत्र E है कहीं भी 1 by 4 pi square के बराबर है तो यह हल है इसलिए अगर मुझे एपर्चर क्षेत्र पता है तो मैं f पा सकता हूं और फिर मैं हर जगह विकिरणित क्षेत्र पा सकता हूं अब यह सवाल वायर एंटेना के मामले में भी है कि क्या मैं इसका इंटीग्रल निकाल सकता हूं यह इंटीग्रल सामान्य रूप से निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह k dot r एक बहुत तेजी से बदलने वाला एक ओस्सिलटिंग फंक्शन है इसलिए आम तौर पर इसका मूल्यांकन करना आसान नहीं है लेकिन हमें यह जानने में भी दिलचस्पी नहीं है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या है हम जानना चाहते हैं कि दूर क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्या है इसका मतलब है जब r lambda not की तुलना में बहुत अधिक है इसका मतलब है k0 r बड़ा है वास्तव में एक विधि है जिसे स्टेशनरी फेज मेथड कहा जाता है वास्तव में उस मेथड में ऐसा क्या होता है कि यदि आपके पास एक ओस्सिलटिंग इंटीग्रल है तो आप देख सकते हैं कि आम तौर पर ऑस्सिलेशन इस ऑस्सिलेशन का प्रभाव समाप्त हो जाता है लेकिन स्थिर बिंदुओं के पास स्थिर बिंदुओं का अर्थ है जहां उस फंक्शन का एक अधिकतम या न्यूनतम मान होता है वहां यह ऑस्सिलेशन नहीं है तो यह क्या कहता है आप उन स्थिर बिंदुओं पर इंटीग्रल करते हैं आम तौर पर यह इंटीग्रल का असिम्प्टोटिक मान होगा इसलिए इसको उपयोग करके लोगों ने पाया कि बहुत दूर क्षेत्र पर फ़ील्ड को इससे प्रदर्शित किया जाता है हम इसे स्टेशनरी फेज मेथड से प्राप्त करते हैं कि यह कैसे आता है लेकिन यहां मैं नहीं कर रहा हूं यदि आप में से कोई भी रुचि रखता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं बताऊंगा नोट्स साझा कर दूंगा कि यह कैसे निकाला जा सकता है या ये विशेष रूप से पुस्तकों में उपलब्ध हैं आर ई कॉलिन्स R E Collins की किताब में उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे करना है तो यह अंततः उपयोगी अभिव्यक्ति है एंटीना के दूर क्षेत्र को इसके द्वारा दिया गया है आप इस f के शब्दों में देखते हैं इसे विस्तारित किया जा सकता है तो दूर क्षेत्र केवल एपर्चर क्षेत्र के फूरियर ट्रांसफॉर्म से संबंधित है अब इस ft के मूल्यांकन में x और y के इंटीग्रल्स को z बराबर 0 प्लेन के सभी भागों पर लिया जाता है जिस पर टेंजेंटिअल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के गैर शून्य मान मौजूद होते हैं अगर Sa पूरी तरह से कंडक्टिंग स्प्रिंग में एक ओपनिंग कट है तो Sa के बाहर टेंजेंटिअल इलेक्ट्रिक फ़ील्ड हर जगह 0 होगा तो फिर यह भी देखा गया है कि एक एपर्चर के लिए जो वेवलेंथ के मामले में बड़ा है जो कि हमारे मामले में है मैंने कहा कि कोई भी व्यावहारिक एंटीना एपर्चर एंटीना को बड़े आकार बड़े विद्युत आयाम का होना चाहिए तो वहाँ यह देखा गया है कि ft आगे की दिशा में यानिकि z एक्सिस के साथ अत्यधिक ऊंचा है यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो इस z अक्ष के साथ ft अत्यधिक शिखर पर है और आप जानते हैं कि चूंकि fx kx fx उस सूत्र का है इसलिए यह ft fz से अत्यधिक शिखर है इस वजह से यह बहुत छोटा है इसलिए इस क्षेत्र में जहां हम रुचि रखते हैं दूर क्षेत्र में और दोनों ओर की दिशा में हम कह सकते हैं कि आम तौर पर यहाँ भी उस क्षेत्र में है यह cos theta जो cos थीटा 1 हो जाता है क्योंकि थीटा 0 है तो यहां आप एक्सप्रेशन देखते हैं यह 1 है और ft बड़े आकार का है इसलिए यह fz बहुत छोटा है इसलिए विकिरणित क्षेत्र को इस क्षेत्र में ft द्वारा दिया जा सकता है इसका मतलब है कि हमारे अधिकांश क्षेत्र में अगर हम एपर्चर को दोनों तरफ से देख रहे हैं तो यह f हम ft से भी बदल सकते हैं यदि नहीं तो हमें करना होगा इसलिए मैं बेहतर लिखूंगा कि सामान्य तौर पर f को ax fx plus ay fy minus az fx kx plus fy ky by kz लिखा जा सकता है जैसा आप देखते हैं यह मैंने पहले ही दिखाया है कि fz कैसे आता है इसलिए मैं यह मान डाल रहा हूं तो आप देखते हैं कि आपके पास ये सभी मूल्य हैं अब आम तौर पर अवलोकन क्षेत्र में हम पूरा क्षेत्र गोलीय निर्देशांक में चाहते हैं तो अब आपका काम है इस ax ay और az वेक्टर को गोलीय निर्देशांक में बदलना इसका मतलब है मैं आपको सुराग दे रहा हूं की यह ax ay आप जानते है की गोलीय से समकोणीय निर्देशांक में परिवर्तन हैं तो इसकी सहायता से आप देख सकते हैं कि दूर क्षेत्र को j k0 के रूप में लिखा जा सकता है और फिर हम अपने सामान्य तरीके से लिख सकते हैं Eθ far क्या है जाहिर है ये सभी दूर क्षेत्र हैं तो Eθ क्या है बाद के रिफरेन्स मैं इसे लिख रहा हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है आओ हम देखते हैं कि Eθ and Eϕ हमें दूर क्षेत्र में मिला हैं मैं आसानी से Hθ Hϕ from में यह प्राप्त कर सकता हूं तो यहां आप देखते हैं कि मेरे पास ये घटक हैं एक और बिंदु जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं कि हमारे पास यह k dot f 0 के बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि f में प्रोपगेशन वेक्टर k की दिशा में कोई घटक नहीं है तो और यह भी हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र सीधे f से संबंधित है तो क्या मैं कह सकता हूं कि विद्युत क्षेत्र में भी प्रोपगेशन वेक्टर की दिशा में कोई घटक नहीं है मतलब क्या है इसका मतलब है विकिरण क्षेत्र में क्षेत्र TEM तरंगें हैं इसलिए मूल रूप से हमारे पास दूर क्षेत्र में TEM तरंगों का सुपरपोजिशन है इसलिए एक एपर्चर से जब क्षेत्र को मूल रूप से विकीर्ण किया जाता है तो हम विभिन्न TEM तरंगों के सुपरपोजिशन को दूर क्षेत्र में प्राप्त करेंगे जो हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं स्पाटिअल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि TEM तरंगें क्या हैं तो यह विश्लेषण का हिस्सा है इसलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म करके यदि आप अनुमान लगा सकते हैं कि एपर्चर क्षेत्र है तो आप विकिरणित क्षेत्र पा सकते हैं हम एक के बाद एक एप्लीकेशन देखेंगे पहला एप्लीकेशन ओपन एंडेड वेवगाइड होगा आप देखते हैं कि यह एक ओपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड दिखाता है यह वास्तव में वेव है पीछे की तरफ यह एक वेवगाइड था इसके बाद z बराबर 0 पर कुछ भी नहीं है इसलिए वहाँ अंदर TE10 मोड था प्रमुख मोड का प्रसार था और आप दिखाए गए आयामों को देख सकते हैं तो विद्युत क्षेत्र y निर्देशित विद्युत क्षेत्र में y दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है विद्युत क्षेत्र में x दिशा में परिवर्तन है आमतौर पर साइनसोइडल वेरिएशन में परिवर्तन वेवगाइड का व्यापक आयाम है b वेवगाइड का संकीर्ण आयाम है एपर्चर z बराबर 0 प्लेन में है इसलिए मैं क्षेत्रों के अनुप्रस्थ घटक को Ey के रूप में लिख सकता हूं आप सभी इसे अपने वेवगाइड ज्ञान से जानते हैं मैं अपने निर्देशांक के अनुसार लिख सकता हूं मेरा निर्देशांक गाइड का केंद्र है तो फ़ील्ड cos pi x by a e to the power j beta not z होगा और Hx minus E0 Yw cos pi x by a e to the power minus j beta TE10 z not होगा यह होना चाहिए कि मुझे इसे वास्तव में नहीं कहना चाहिए यह मैं बाद में करूँगा तो beta प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या है यह k0 square minus pi square by a square whole to the power half है यह कभी कभी बीटा TE10 भी है और Yw यह क्या है यह इस मोड के लिए वेव एडमिटन्स है beta TE10 Y0 by k0 तो z बराबर 0 पर क्षेत्र क्या हैं क्योंकि वे मेरे एपर्चर क्षेत्र हैं तो z बराबर 0 पर फ़ील्ड् हैं Ey E0 cos pi x by a है और Hx माइनस है अब इस एपर्चर पर मान लीजिए वेव TE10 मोड के साथ आ रही थी तो यह वेव इम्पिडेन्स 1 by yw था तो 1 by वेव इम्पिडेन्स यह मुक्त स्थान की इम्पिडेन्स जो 377 ओम है तो क्या होगा वहाँ तुरंत एक रिफ्लेक्शन होगा वहाँ एक रेफ्लेक्टेड TE10 मोड वेव भी होगी क्योंकि इस डिस्कन्टिन्यूइटी के कारण कुछ उच्च क्रम के मोड उत्पन्न होंगे उस के छोटे आयाम ओपन एन्ड के पास एक्ससिटेड हैं इसलिए इसे विश्लेषण में लिया जा सकता है लेकिन एक बहुत पहले कट विश्लेषण के रूप में हम इन दोनों को छोड़ सकते हैं अगर हम को छोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि एपर्चर क्षेत्र भी प्रमुख TE10 क्षेत्र द्वारा दिया गया है मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि वास्तव में एपर्चर क्षेत्र रेफ्लेक्टेड के बराबर होगा लेकिन वास्तव में इंसिडेंट फ़ील्ड plus रेफ्लेक्टेड फ़ील्ड plus उच्च क्रम मोड क्या हैं लेकिन मैं पहले विश्लेषण के रूप में रेफ्लेक्टेड फ़ील्ड के हिस्से को छोड़ सकता हूँ इसलिए यह पाया गया है कि अगर मैं यह मानता हूँ कि एपर्चर क्षेत्र ऐसा है जैसे कि प्रमुख मोड फ़ील्ड है तो विकिरण के मुख्य लोब में कोई विसंगति नहीं है लेकिन साइड लॉब्स में कुछ विसंगति हैं तो यह z बराबर 0 पर है यह फ़ील्ड है तो मैं कहता हूं कि यह मेरा Ea है तो आप देखते हैं कि इसका मतलब है कि मेरा Ex 0 है इसलिए क्या मैं कह सकता हूं कि fx भी 0 होगा fx फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो मेरे पास केवल fy होगा और fy क्या है E0 minus b by 2 to plus b by 2 minus a by 2 to plus a by 2 cos pi x by a e to the power j kx plus j ky y dxdy is equal to 2 pi a b E0 sinc ky b by 2 cos kx a by 2 by pi square minus kx a whole square जहाँ kx k0 sin theta cos phi ky है k0 sin theta sin phi तो pi बराबर pi by 2 प्लेन में इसका मतलब है यदि आप आरेख y z प्लेन को देखते हैं इसका मतलब है कि इस प्लेन में जो आप दिखते हैं कि यह प्लेन क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं अर्थात yz प्लेन में विकिरणित क्षेत्र Eq द्वारा दिया गया है kx क्या होगा kx pi बराबर pi by 2 के लिए 0 है और ky k0 sin theta है और sin phi is 1 के बराबर है इसलिए E fy sin phi के समानुपाती है 2 pi ab E0 sinc k0 d by 2 sin theta 1 by pi square के बराबर 2 by pi ab E0 sinc v है जहां v k0 b by 2 sin theta के बराबर है यह यहाँ दिखाया गया है इस बाएँ चित्र में आप देखेंगे कि यह विकिरण पैटर्न E है जो v के शब्दों में है तो वास्तव में ऐसा क्यों है इस कारण से यह देखा जाता है कि आप एक दिलचस्प चीज देखते हैं कि वास्तव में y दिशा के साथ एक दिलचस्प बात इसका मतलब है y z प्लेन y दिशा के साथ एपर्चर इल्लुमिनेशन एक समान हैं तो उस का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा विकिरण पैटर्न sinc फ़ंक्शन है जो यह आया है और pi बराबर 0 प्लेन में है इसका मतलब है xz प्लेन आप लिख सकते हैं kx k0 sin theta ky है 0 cos phi 1 है इसलिए आप वास्तव में हमारे उन सभी समाधानों को डाल सकते हैं मैं उन सभी को यहां डाल रहा हूं आप देख सकते हैं कि ये मेरे हल यहां हैं मैं यहां डाल रहा हूं और प्राप्त कर रहा हूँ अगर आप उस के साथ देखते हैं तो यहाँ मुझे E का मान मिलेगा जो 2 pi a b E0 cos u by pi square minus 2 u whole square cos theta है जहां u k0 a by 2 sin theta है तो यहाँ प्लॉट किया गया गया है E by cos theta और यह इस तरह दिखाता है यहाँ यह एकसमान इल्लुमिनेशन नहीं थी और इसलिए यह शुद्ध sinc फ़ंक्शन नहीं है लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म है अब यदि आपके पास X band WR90 वेव गाइड है तो यह X band वेवगाइड है यह आयाम है हम जानते हैं कि यह a 009 इंच है जो 2286 सेमी है और यह b 04 inch है यानी 1016 सेमी माना lambda not 3 सेमी है इसका मतलब है 10 GHz अब आप बीमविड्थ आप निकाल सकते है बीमविड्थ जो ई प्लेन है E प्लेन का अर्थ है phi बराबर pi by 2 E प्लेन जहां E वेक्टर प्रसार दिशा के साथ स्थित है तो वहाँ पहला शून्य v बराबर pi पर आता है यह मान आप k0 b by 2 sin theta को pi के बराबर रख कर प्राप्त करते हैं तो sin theta का मान यदि आप इन सभी मूल्यों को जानते हैं यह 3 आएगा इसका मतलब क्या है कि theta अदृश्य क्षेत्र में है तो sin theta 1 से अधिक है इसका मतलब है थीटा प्लेन में हमारे पास एक शून्य नहीं है आपको उससे आगे जाना होगा लेकिन यह प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है तो आपको यह कहना होगा कि शून्य वहाँ नहीं है तो जब दिखाई देने वाली जगह की बीमविड्थ में शून्य होने के लिए a v बहुत छोटा होता है में यह यहां अपरिभाषित है इसी तरह एच प्लेन में इसका मतलब है कि अन्य प्लेन में phi 0 के बराबर होता है at k0 a by 2 sin theta is equal to 3 pi by 2 कृपया ध्यान दें कि pi by 2 पर यह नहीं होता है क्योंकि वह pi by 2 हमें fy बराबर 0 by 0 प्राप्त होता है तो यहाँ अगर आप sin theta के लिए हल करते हैं तो यह sin theta भी 1 से अधिक है यहाँ यह शून्य भी अदृश्य स्थान पर है तो एक निर्देशित प्रकृति की बहुत फ्लैट बीम इसलिए निर्देशात्मक गणना के लिए हमें वास्तविक इंटीग्रेशन करना होगा जो किया जा सकता है हम जानते हैं कि क्षेत्र अब विकिरणित क्षेत्र है तो हम कुल विकिरणित शक्ति को जानते है तो हम Pr की गणना कर सकते है half minus a by 2 to a by 2 minus b by 2 to b by 2 और yw E0 square cos square pi x by a dydx इससे मुझे ab by 4 yw E0 square मिलेगा और इससे हम जानते हैं कि यह ये दो सिद्धांत पैटर्न यहाँ से हम जानते हैं कि यह अधिकतम विकिरण कहाँ है जो z अक्ष के साथ होता है तो हम z अक्ष पर विकिरण की तीव्रता का पता लगा सकते हैं इसका मतलब है theta पर dP by d omega 0 के बराबर है जो कि r square half y0 Eq square plus Eϕ square होगा यदि आप मूल्यांकन करते हैं कि यह होगा तो डिरेक्टिविटी D 4 pi dP by d omega theta 0 के बराबर है तो आप ऐसा करते हैं जो आपको अंत में मिलेगा आपको इस yw के उन मानों को रखना होगा यह वेव इम्पिडेन्स है जो मैंने पहले ही बता दी है इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 64 ab by beta TE10 lambda not cube मिलेगा और beta TE10 pi by 4 by lambda not square minus 1 by a square whole to the power half है फिर अगर हम उस चीज़ को lambda not 3 centimeter WR90 वेवगाइड करते हैं तो आप पा सकते हैं कि यह D बन जाता है यदि आप उसके मान 35 रखते हैं इसलिए X band में वेवगाइड की ओपन एंडेड की डिरेक्टिविटी है WR 90 की डिरेक्टिविटी 35 है तो यह निश्चित रूप से एक डाइपोल से बेहतर है आप कहते हैं कि यह निश्चित रूप से एक डाइपोल से बेहतर है लेकिन एपर्चर में यह इतनी बड़ी चीज है 35 अच्छा नहीं है लेकिन ओपन एंडेड वेवगाइड एक बहुत लोकप्रिय एंटीना है क्योंकि ऐरे में ऐरे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है यह एक बहुत अच्छा तत्व है यह उन सभी वायर एंटेना की तुलना में बहुत उच्च शक्ति को बनाए रख सकता है तो विभिन्न रडार अनुप्रयोगों में ओपन एंडेड वेवगाइड होता है तो यह एक बहुत अच्छी संरचना है अगर आप देखते हैं कि फ़ीड अचानक आ रहा है जो एक एंटीना बन रहा है तो एक अलग एंटीना और उन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है और सभी को ग्राउंड प्लेन पर रखा जा सकता है इसलिए सामने का भाग बहुत ही प्लानर है तो इसीलिए मिसाइलों आदि में गाइडेंस सिस्टम वे होते हैं जब रडार गाइडेंस सिस्टम मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होते हैं यह ओपन एंडेड वेवगाइड का भारी उपयोग किया जाता है और एंटीना के यह गुण बहुत अच्छी तरह से जाने जाते है तो अब हम देखेंगे आज तक हम यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं लेकिन हम अन्य चीजों हॉर्न एंटेना के मामले में भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि अब सवाल यह है कि अगर मैं एक अपर्चर को फुला देता हूँ तो यह एक हॉर्न बन जाता है और जिस क्षण मैं अपनी प्रेरणा को भड़कता हूं मुझे बेहतर डिरेक्टिविटी प्राप्त करना चाहिए जो वास्तव में हम पाएंगे तो हम अगले व्याख्यानों में देखेंगे